नमस्कार I मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के एक और मोड्यूल वायरलेस कम्युनिकेशन के ऐस्टीमेशन में आपका स्वागत है ठीक है पिछले मॉडल में अब तक हमने विशेष रूप से चैनल के ऐस्टीमेशन को देखा है मिमो चैनल ऐस्टीमेशन I इस मॉडल में हम वायरलेस कम्युनिकेशन के एक और पहलू को देखना शुरू करेंगे वह है चैनल इक्विलाइज़ेशन जो कि वायरलेस चैनल्स का इक्विलाइज़ेशन है तो आइए हम चैनल को देखना शुरू करें जिसे हमने चैनल इक्विलाइज़ेशन कहा है और यह चैनल इक्विलाइज़ेशन के अनुसार प्रेरित किया जा सकता है आमतौर पर एक वायरलेस चैनल में जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं k समय में प्राप्त आउटपुट सिंबल y k बराबर है h के यह एक विशिष्ट वायरलेस चैनल के लिए मॉडल है h गुना x k v k जो नॉयस है और y k क्या है y k समय k पर प्राप्त सिंबल हैi बस आपकी याद से समय k पर प्राप्त सिंबल h आपका फेडिंग चैनल कॉफिशिएंट है I h एक फेडिंग चैनल कॉफिशिएंट है वास्तव में फ्लैट फेडिंग चैनल कॉफिशिएंट I x k तत्काल k समय पर संचारित सिंबल है यह समय k पर संचारित सिंबल है और v k मूल रूप से नॉयस सैंपल है समय k पर गौसियन नॉयस सैंपल तो मेरे पास सिस्टम मॉडल है जिसे y k बराबर h गुना x k v k के रूप में वर्णित किया जा सकता हैI y k प्राप्त सिंबल है h फेडिंग कॉफिशिएंट है x k संचारित सिंबल है v k नॉयस सैंपल हैI और निरीक्षण करते हैं कि इस मॉडल में प्राप्त सिंबल y k केवल वर्तमान संचारित सिंबल x k पर निर्भर करता है तो यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कि प्राप्त सिंबल केवल वर्तमान इनपुट x k पर निर्भर करता है तो आइए हम इस पर ध्यान दें आइए इस मॉडल के बारे में देखें तो इस मॉडल में निरीक्षण करें कि इस मॉडल में यह देखें कि वर्तमान आउटपुट y k वर्तमान सिंबल आउटपुट या सिंबल y k वर्तमान इनपुट सिंबल इनपुट सिंबल x k पर निर्भर करता है यह केवल वर्तमान इनपुट सिंबल x k पर निर्भर करता हैसही तो वर्तमान आउटपुट सिंबल y k यह केवल वर्तमान इनपुट सिंबल x k पर निर्भर करता है हालाँकि हमारे पास अक्सर एक और परिदृश्य हो सकता है जो एक अवांछनीय परिदृश्य होता है जिसमें निम्नलिखित होते हैं तो अक्सर यह भी हो सकता है कि हमारे पास y k है प्राप्त सिंबल y k को h 0 गुना x k h 1 गुना x k - 1 v k के रूप में दिया गया है जो कि नॉयस है और यदि आप इस मॉडल को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह y k है यह समय k पर मौजूदा सिंबल है x k वर्तमान इनपुट सिंबल है जो समय k पर संचारित होने में सक्षम है I यह पहलू ठीक है फिर भी हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प है हमारे पास x k 1 भी है जो कि संचारित सिंबल या समय k 1 पर इनपुट सिंबल है I हमारे पास संचारित सिंबल x k 1 है यह संचारित सिंबल है इसे लिखते हैं यह तत्काल समय k 1 पर संचारित सिंबल है तो हम जो देख रहे हैं वह पहले के विपरीत जहां प्राप्त आउटपुट सिंबल y k केवल तत्काल समय k पर संचारित सिंबल x k पर निर्भर करता है इस परिदृश्य में हमारे पास आउटपुट सिंबल y k है यह न केवल x k पर निर्भर करता है बल्कि यह पिछले सिंबल x k 1 पर भी निर्भर करता है तो आइए हम इसे लिखते हैं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हम मूल रूप से देख रहे हैं हम निरीक्षण करते हैं हम निरीक्षण करते हैं कि आउटपुट सिंबल हम देखते हैं कि आउटपुट सिंबल y k समय k पर न केवल x k पर निर्भर करता है बल्कि पिछले सिंबल x k 1 पर भी निर्भर करता है यही है y k न केवल x k पर निर्भर करता है बल्कि पिछले सिंबल x k 1पर भी निर्भर करता है मूल रूप से जिसका अर्थ है कि पिछला सिंबल x k 1 वर्तमान सिंबल x k को इंटरफेयर कर रहा है यही है यह वर्तमान सिंबल x k का पता लगाने में इंटरफेयर कर रहा है इसे इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस के रूप में जाना जाता है ठीक है तो अनिवार्य रूप से x k 1 इसे रखना है यह इंटरफेयर कर रहा है सही है यह x k के साथ इंटरफेयर कर रहा है x k 1 x k के साथ इंटरफेयर कर रहा है इसे इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस या ISI कहा जाता है इसलिए इस घटना को इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस या ISI कहा जाता है जहाँ पिछला सिंबल x k 1 भी वर्तमान सिंबल x k के साथ इंटरफेयर कर रहा है अर्थात y k में x k और x k 1 दोनों का प्रभाव है इसे इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस कहा जाता है और स्वाभाविक रूप से यह ISI या इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन है क्योंकि इससे इंटरफेयरेंस होता है क्योंकि x k 1 x k के साथ इंटरफेयर कर रहा है इससे रिसीवर पर परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होती है तो यह एक अवांछनीय प्रभाव है इसलिए यह ISI स्वाभाविक रूप से परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन की ओर जाता है और अवांछनीय है और इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस मूल रूप से अवांछनीय है I इसलिए हम इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को दूर करना चाहते हैं जो कि हम x k पता लगाने के लिए रिसीवर पर करना चाहते हैं क्या आप यह जानना चाहते हैं कि x k क्या है हम x k 1 से इंटरफेयरेंस को दूर करना चाहेंगे और इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस की यह प्रक्रिया जो इस इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटा रही है इसे इक्वलाइजेशन या चैनल इक्वलाइजेशन कहा जाता है इसलिए चैनल इक्वलाइजेशन और कुछ नहीं बल्कि रिसीवर पर परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस के प्रभाव को हटा रहा है तो इस इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटानाअनिवार्य रूप से इस ISI इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को हटाना मूल रूप से इक्वलाइजेशन कहा जाता है तो मुझे यह लिखना है कि इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटाने की यह प्रक्रिया मूल रूप से इक्विलाइजेशन कही जाती है सही है तो x k 1 के प्रभाव को x k पर हटाने की इस प्रक्रिया को या मूल रूप से x k 1 की x k पर इंटरफेयरेंस को हटाना या इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस इक्विलाइजेशन कही जाती है और आगे मैं यह भी बताना चाहूंगी कि इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को x k 1 तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है यह पिछले सिंबल की एक बड़ी संख्या पर हो सकता है तो यहाँ इस सिस्टम मॉडल में अगर हम यहाँ पर आपके सिस्टम मॉडल को देखेंगे मेरे पास सामान्य रूप से वह y k है जो एक सामान्य L के लिए है एक सामान्य परिदृश्य के लिए मेरे पास y y k बराबर है h 0 k k h 1 x 1 h 2 x k 2 1 h L 1 x k L 1 v k सही इसलिए आपके पास L चैनल टैप्स हैं इसलिए आपके पास h 0 h 1 h 2 h L 1 है ये कॉफिशिएंट्स हैं इन्हें चैनल टैप्स के रूप में जाना जाता है तो h 0 h 1 h L 1 इन्हें चैनल टैप्स के रूप में जाना जाता है ये मूल रूप से आपके L चैनल टैप्स हैं ठीक है इसलिए हम इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस के साथ एक सामान्य प्रणाली के लिए कह रहे हैं y k बराबर h 0 x k h 1 x k 1 तो आगे तक h L 1 गुना x k L 1 नॉयस सैंपल v k और इसलिए हमारे पास L चैनल टैप्स हैं h 0 h 1 से h L 1 तक और इसलिए जैसे ही L बढ़ता है ISI या इंटर सिंबल इंटरफेरेंस की सिवैरिटी बढ़ जाती है जिसका अर्थ है कि अधिक से अधिक सिंबल्स पिछले सिंबल्स x k 1 x k 2 वर्तमान सिंबल x k के साथ इंटरफेयर करते हैं ताकि L बढ़े सिवैरिटी बढ़े ISI की सिवैरिटी बढ़ती है ठीक है इसलिए मूल रूप से यह विचार है और फिर आपने जो मूल रूप से कहा था हम रिसीवर पर इस इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस के प्रभाव को हटाना चाहते हैं जिसे इक्विलाइज़ेशन कहा जाता है और यह निम्नानुसार किया जा सकता है जो हम करेंगे वह मूल रूप से x k का पता लगाने के लिए है हम x k y k 1 और y k 2 को भी नियुक्त करेंगे तो पहले एक फ्लैट फेडिंग परिदृश्य के लिए x k को निर्देशित करने के लिए हम बस प्राप्त सिंबल y k को नियोजित करते हैं हालाँकि अब क्योंकि इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस है हम न केवल y k को काम में लेंगे बल्कि हम y k 1 और y k 2 को भी नियुक्त करेंगे जो कि मैं अब उदाहरण देकर स्पष्ट करने जा रही हूँ तो इक्विलाइजेशन बेशक इक्विलाइजेशन k के लिए आइए हम वापस अपने साधारण परिदृश्य L बराबर 2 के साथ चलते हैंI हम y k 2 y k 1 y k को नियोजित करते हैं यही है हम 3 सिंबल्स या मूल रूप से R बराबर 3 सिंबल्स को नियोजित कर रहे हैं इसलिए इसे 3 टैप इक्विलाइजर के रूप में जाना जाता है इसलिए हम R को 3 सिंबल्स के बराबर नियोजित कर रहे हैं y k 2 y k 1 y k इसे R टैप या मूल रूप से 3 टैप के रूप में जाना जाता है इसे R टैप या 3 टैप इक्विलाइजर के रूप में जाना जाता है और जो हम करने जा रहे हैं वह मूल रूप से हम इन सिंबल्स को लीनियर रूप से संयोजित करने जा रहे हैं ठीक है इसलिए हम इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस के प्रभाव को खत्म करने के लिए इन सिंबलस को लीनियर रूप से संयोजित करने जा रहे हैं तो पहले हम इन 3 सिंबल्स y k 2 y k 1 y k के लिए सिस्टम मॉडल लिखते हैं इसलिए आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि y k पूरी तरह से h 0 x k h 1 x k 1 v k के बराबर है अब y k 1 भी इसी तरह होगा h 0 x k 1 h 1 गुना पिछले चिह्न जो x k v k 1 है और इसी तरह y k 2 बराबर h 0 गुना x k 2 h 1 गुना x k 1 v k 2 है अब मैं जो करने जा रही हूं मैं इन सिंबल्स y k 2 y k 1 y k को वेक्टर के रूप में टैग करने जा रही हूं और आप देख सकते हो अब मुझे सिस्टम मॉडल मिलेगा इसलिए जब मैं इन्हें वेक्टर के रूप में स्टैक करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा y k 2 y k 1 याद करिए यह वेक्टर है हम इसे वेक्टर y bar k कह सकते हैं जो कि R क्रॉस 1 या मूल रूप से 3 क्रॉस 1 है याद रखें हम एक 3 टैप इक्विलाइजर देख रहे हैं इसलिए मेरे पास R क्रॉस 1 वेक्टर है यह निम्नलिखित मैट्रिक्स के बराबर है h 0 h 1 0 h 0 h 1 0 0 h 0 h 1 गुना अब मेरे सिंबल्स x k 2 x k 0 1 x k और x k 1 है आइए हम इसे आपका मैट्रिक्स h कहते हैं आइए हम इसे आपके मैट्रिक्स को आपका वेक्टर x bar k आपका नॉयस वेक्टर कहते हैं नॉयस वेक्टर मूल रूप से v k 2 v k 1 v k है तो मूल रूप से आप जो देख रहे हैं हम यहां एक L को 2 टैप चैनल के बराबर मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास h 0 h 1 चैनल टैप्स है इसलिए हमारे पास L 2 टैप्स के बराबर है R 3 टैप इक्विलाइज़र के बराबर है इसलिए हमारे पास यहां R 3 टैप इक्विलाइज़र के बराबर है इसलिए यह y bar मूल रूप से एक 3 क्रॉस 1 है अब यह मैट्रिक्स H है आप देख सकते हैं R क्रॉस R L - 1 है 3 क्रॉस 3 L बराबर 2 2 1 है इसलिए 3 क्रॉस 4 x bar R L 1 क्रॉस 1 है इसलिए यह 4 क्रॉस 1 है और v bar k बस R क्रॉस 1 है जो कि 3 क्रॉस 1 है तो अब हमने इस इनपुट के लिए वेक्टर मॉडल को इस मूल रूप से इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस चैनल के लिए लिखा है जो मूल रूप से y bar k है जिसमें सिंबल y k 2 y k 1 y k है मैट्रिक्स h के बराबर है जो चैनल कॉफिशिएंट से पाया जाता है जो कि R क्रॉस R L 1 मैट्रिक्स है जहां R इक्विलाइज़र में टैप्स की संख्या है L चैनल कॉफिशिएंट्स गुना x बार k के टैप्स की संख्या है जो है R L 1 क्रॉस 1 v bar k जो कि एनोइंग वेक्टर है जो R क्रॉस 1 है इस बात को संक्षेप में बताने के लिए यदि हम R इक्विलाइज़र मानते हैं तो मेरे पास y bar k बराबर h गुना x bar k v bar k है जहाँ यह R क्रॉस 1 है यह R क्रॉस R L 1 है यह x है मूल रूप से R L 1 क्रॉस 1 और यह v bar k यह केवल एक R क्रॉस 1 वेक्टर है और अब हम एक इक्विलाइज़र डिजाइन करना चाहेंगे याद रखें हमने कहा कि हम 3 सिंबल्स y k 2 y k 1 y k के आधार पर इक्विलाइज़र को डिजाइन करना चाहते हैं और हम इन सिंबल्स y k 2 y k 1 y k को लीनियर रूप से संयोजित करना चाहते हैं इसलिए संयोजन वेट्स को C 0 C 1 C 2 होने दें इसलिए इक्विलाइज़र वेट या संयोजन वेट मान ले I इक्विलाइज़र वेट्स को C 0 C 1 C 2 होने दें इसलिए अब आप इस इक्विलाइज़र को निरूपित कर सकते हैं इसलिए मैं इस इक्विलाइज़र को C bar द्वारा जो C 0 C 1 C 2 है निरूपित कर सकती हूं यह है इसे देखते हैं यह R क्रॉस 1 वेक्टर है यह R क्रॉस 1 या मूल रूप से 3 क्रॉस 1 वेक्टर है यह इक्वलाइज़र है इसे हम इक्वलाइज़र वेक्टर और हमारे इक्वलाइज़र के रूप में भी कह सकते हैं और इसलिए हमारे इक्वलाइज़र को अब C 0 गुना C 0 गुना y k 2 C 1 गुना y k 1 C 2 गुना y k के रूप में दिया जाता है जो मूल रूप से लीनियर मूल रूप से y k 2 y k 1 और y k का लीनियर संयोजन है यह मूल रूप से आपका या वेटिड लीनियर संयोजन है मुझे इसे इस तरह से रखना चाहिए यह आपका आउटपुट्स y k 2 y k 1 y k और y k का वेटिड लीनियर संयोजन है तो हम जो कह रहे हैं वह मूल रूप से है हमारे पास एक 3 टैप इक्विलाइज़र है जिसमें वेट्स C 0 C 1 C 2 शामिल हैं ये 3 इक्विलाइज़र वेक्टर C bar हैं और अब हम क्या कर रहे हैं हम आउटपुट y k 2 y k 1 y k ले रहे हैं हम लीनियर संयोजन रूप से इन वेट्स को C 0 गुना yh k 2 C 1 गुना y k 1 C 2 गुना y k के रूप में उपयोग कर रहे हैं यह इक्वलाइज़र का ऑपरेशन है इसलिए हम मूल रूप से वेट को डिजाइन करना चाहेंगे C 0 C 1 C 2 ताकि x k का पता लगाने के लिए इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को खत्म किया जा सके जो कि इक्विलाइजर की समस्या है इसलिए हमने अब तक इस मॉड्यूल में जो किया है वह मूल रूप से इंटर सिंबल इंटरफेरेंस की इस समस्या को प्रेरित करने के लिए किया है जब हमारे पास मौजूदा सिंबल y k है जो न केवल इनपुट सिंबल x k बल्कि पिछले सिंबल x k 1 और इसी तरह और सिंबल्स पर निर्भर करता है सब ठीक है इसलिए इसे इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस के रूप में जाना जाता है और इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन की ओर जाता है जिसे हटाना पड़ता है रिसीवर पर और इसे इक्वलाइजेशन के नाम से जाना जाता है और इक्वलाइजेशन के लिए हमें इस इक्वलाइजर को डिजाइन करना होगा इक्वलाइजर मूल रूप से कुछ भी नहीं है लेकिन ये कॉफिशिएंट्स या वेट्स C 0 C 1 C 2 हैं जो लीनियर रूप से आउटपुट सिंबल्स को जोड़ते हैं यही है हम मानते हैं कि एक 3 टैप इक्वलाइज़र आउटपुट सिंबल्स y k 2 y k 1 y k को मूल रूप से लीनियर रूप से जोड़कर इक्वलाइज़ करता है या x k के पता लगाने की दिशा में इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटाता हैं तो हम वास्तव में इन वेट्स C 0 C 1 C 2 को कैसे डिज़ाइन करते हैं या हम वास्तव में इस इक्वलाइज़र को कैसे डिज़ाइन करते हैं जो कि हम अगले मॉड्यूल में देखने जा रहे हैं ठीक है तो चलिए हम इस मॉड्यूल को यहाँ रोकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद